हम फीचर मैचिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि इस गणना को और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है तो हमने फीचर मैचिंग के मामले में देखा है हमें दो फ़ीचर वैक्टर के बीच समानता का पता लगाना आवश्यक है या हमको फ़ीचर वैक्टर की एक जोड़ी के बीच की दूरी की गणना करने की आवश्यकता है और इस विशेष गणना की प्रकृति यह है कि अगर हमें एक फीचर वेक्टर मिलता है जिसके लिए हमको कैंडिडेट सेट में इसकी संबंधित फीचर वेक्टर का पता लगाना होगा यह एक प्रकार की रेंज क्वेरी है जिसका अर्थ है कि एकल फीचर वेक्टर के बजाय हमे एक संभावित कैंडिडेट की निकटता मिल सकती है इस तरह का जवाब पाना हमे पसंद हो सकता है और बाद में हम यह पता लगाना चाहेगे कि उनमें से कौन अधिक करीब है या कुछ अन्य मानदंडों को पूरा करते है जिसके द्वारा हम उन्हें क्लोज मैच घोषित कर सकते है अब तो यह एक तरह की कम्प्यूटेशनल समस्या है तो यह हमारी प्रकृति है कि हम क्वेरी जानते हैं आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि हम किसी खास फीचर पर दिलचस्पी लेते है तो हमे सुविधाओं के एक समूह पर या एक अंतराल या उस अंतराल पर रुचि हो सकती है जिस पर यह फीचर वेक्टर को सामान होनी चाहिए यहाँ विशेष मामला यह है कि निश्चित रूप से हम केवल क्वेरी के सभी निकटतम पड़ोसी पर विचार करेंगे और अन्यथा ऐसा हो सकता है जैसा कि हम एक रेंज क्वेरी के लिए उल्लेख किया है हम क्वेरी से दूरी के भीतर सभी फीचर को रिपोर्ट कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ भी देखा है कि यह एक रणनीति है जहां हम एक निश्चित दूरी सीमा का उपयोग कर सकते हैं और उन सभी फीचर की रिपोर्ट करें जो उस क्षेत्र में उस क्वेरी फीचर वेक्टर के आसपास केंद्रित हैं लेकिन सवाल यह है कि अब जब हम यह गणना कर रहे हैं तो हमको अपने कैंडिडेट सेट में सभी फीचर वेक्टर के साथ दूरियों की गणना करनी होगी इसलिए यदि n ऐसे फीचर वेक्टर हैं तो हमको उन दूरी की n बार गणना करनी होगी तो यह हमारे ऑपरेशन को बनाता है हम क्रम के लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जानते हैं आमतौर पर अगर हम उनमें से प्रत्येक के लिए दूरियों की गणना करने की इस ब्रूट फ़ोर्स विधि को लागू करते है तो यह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आदेश को हटा देगा इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि हम कम्प्यूटेशन को अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं हम जान गए कि आमतौर पर इस तरह की खोज समस्या है यदि हमारे पास कैंडिडेट वेक्टर या कैंडिडेट एलीमेन्टतत्वों को जानने का एक सेट है तो हम उन्हें कुछ संगठित तरीके से रख सकते हैं ताकि हमारी खोज को अधिक कुशल बनाया जा सके और हम कई मामलों में सब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रदर्शन कर सकें तो हम वास्तव में एक विशेष रूप में कैंडिडेट सेट को व्यवस्थित करने के इन कार्यों को कहते हैं जो कि ऑपरेशन को विशेष रूप से डेटाबेस के संबंध में अनुक्रमण के रूप में भी कहा जाता है आपने यह शब्द सुना भी होगा इसलिए इस मामले में n लक्ष्य छवि या डेटाबेस में कई विशेषताएं हैं और यही कारण है कि इसे कुशल बनाने के लिए जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि हम कुछ तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जैसे इंडेक्सिंग के समान यहां तक कि हम हैशिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जहां हम अपने कैंडिडेट को कुछ हैश मानों को उत्पन्न करके स्टोर कर सकते हैं और उस हैश मानों के आधार पर समान हैश मानों वाले सेटों को एक साथ रखा जाएगा तो हमारा विचार यह है कि क्वेरी इमेज के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि इसका समान हैश वैल्यू होना चाहिए और इसे उस विशेष समूह में जाना चाहिए जहाँ हमारा कैंडिडेट सेट होने की उम्मीद है और फिर हम उनके बीच समानता की दूरी की गणना कर सकते हैं इस विशेष संदर्भ में दो तकनीकें हैं जो इस तरह के फीचर मैचिंग के लिए बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह फीचर वैक्टर मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है और आप K डायमेंशनल ट्री K D ट्री फीचर वेक्टर जहां K ज्ञात आयाम हैं जो भविष्य के वेक्टर का प्रदर्शन करता है का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि फीचर वेक्टर दो आयामों का है तो हम इसे 2 डी ट्री कहते हैं यदि यह तीन आयामी है तो यह 3 डी ट्री है यदि यह एक आयाम है यह 1D ट्री है जो बाइनरी सर्च ट्री होने के लिए होता है तो के डी ट्री एक अवधारणा है जो बाइनरी सर्च ट्री से विस्तारित होती है और उस अवधारणा का उपयोग बहुआयामी फीचर रिप्रजेंटेशन पर खोज के लिए किया जाता है और हम कुछ चर्चा करेंगे के डी ट्री का उपयोग करते हुए प्रतिनिधित्व प्रमुख है और यह भी कि हम के डी ट्री पर प्रदर्शन करते हैं और हैशिंग के लिए लोकलिटी सेंसिटिव हैशिंग नामक एक तकनीक है जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस मामले में ज्यामिति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमे पता है कि हम अपने क्वेरी फ़ीचर वेक्टर के कुछ हिस्से में फ़ीचर वैक्टर प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ ज्योमेट्री स्पेस की ज्यामिति अवधारणा पर विचार किया जाना है एक सामान्य हैशिंग में यह बस एक रैंडम पॉइंट हमारे रैंडम एलिमेंट का मिलान है इसलिए हम बेतरतीब ढंग से एक ही हैश वैल्यू द्वारा अलग अलग तत्वों का समूह बना रहे हैं लेकिन यहां हमें यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि समूह में संबंधित कैंडिडेट सेट समान होना चाहिए नहीं उन्हें बिना किसी खाली जगह में नहीं होना चाहिए उनके पास पड़ोसी गुण होने चाहिए इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुण एक प्रकार का है एक तकनीक है जो बहुत लोकप्रिय है और यह तकनीक लोकेलिटी सेंसेटिव हैशिंग है और हम इस तकनीक के बारे में भी चर्चा करेंगे तो आइए पहले K D ट्री के पीछे के सिद्धांतों पर विचार करें जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि K D ट्री मल्टी डायमेंशन फिचर सर्च के लिए बाइनरी सर्च ट्री की अवधारणा का एक प्रकार का विस्तार है तो यह प्रभावी रूप से एक बाइनरी ट्री है और हर नोड में एक प्रमुख फीचर वेक्टर होता है जैसे कि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के बारे में हमारे पास क्या है इसलिए प्रत्येक नोड में वन डायमेंशन ट्री के लिए एक सिंगल की वैल्यू के बजाय एक की फीचर वेक्टर होता है जो बाइनरी सर्च ट्री का उपयोग करते हुए एक आयामी कोई फीचर रिप्रजेंटेशन नहीं करता है और फिर जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि प्रत्येक नोड एक विशेष आयाम के मानों के लिए बाइनरी सर्च ट्री के नोड की तरह व्यवहार करता है इसलिए नोड की उस स्थिति के लिए यह पूर्व निर्धारित है हम रूट से शुरू कर रहे हैं रूट में हम केवल एक आयाम का उपयोग करेंगे मान लीजिए कि आपके पास दो आयामी फ़ीचर रिप्रजेंटेशन है तो अगर हमे लगता है कि आयाम 1 x है और आयाम 2 y है यदि हम उन आयामों का प्रदर्शन करते है तो मान लें कि हम मानेंगे कि उस नियम को जानते हैं जिसका उपयोग मानों के विभाजन के लिए किया जाएगा या केवल एक आयाम x के एक आयाम के आधार पर स्पेस का विभाजन किया जाएगा हम इसे बाद में समझेगे तो हम इस आयाम को कट डायमेंशन कहते हैं बस इसके लिए उस आयाम को संदर्भित किया जाता है जिसके आधार पर यह विभाजन होता है और यह समय समय पर किसी भी मार्ग पर नोड्स पर वैकल्पिक रूप से होता है तो यह है कि कैसे एक की वैल्यू रखी गयी है तो जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री उन मानों का क्रम है जिनके द्वारा एक ट्री संरचना निर्धारित की जाती है यहाँ भी और जब फीचर वैक्टर आ रहे हैं तो हम उन्हें इस संरचना में रख रहे हैं और जब हम एक नोड का विस्तार कर रहे हैं जब रख रहे हैं इसे हमको समझने की ज़रूरत है यह पता करें कि जैसा कि हम जानते हैं कि इसे किसी विशेष सब ट्री में या किसी विशेष नोड में रखने के लिए किस आयाम का उपयोग किया जाना है तो यही वह जगह है जो कट डायमेंशन के मूल्य पर तुलना करने वाले बाइनरी सर्च ट्री के नियमों का पालन करते हुए एक की फीचर वेक्टर बनाती है हमे के डी ट्री के गठन के बारे में समझते है आइए हम मानों के एक सेट पर विचार करें हम कहते हैं कि हमारे पास मान 25 75 हैं हम मानते हैं कि फीचर डायमेंसन दो आयामी फीचर वेक्टर है कुछ मानों को मान लें जैसे माइनस 30 10 माइनस 60 माइनस 50 40 90 को 15 30 के रूप में लेते हैं इसलिए हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक कैंडिडेट सेट बनाने वाले पांच फीचर वैक्टर हैं इसलिए हमें इस फीचर वैक्टर को K D ट्री में एक एक करके व्यवस्थित करना है जिसमें हमें एक तत्व डालना है इसलिए हम रूट से शुरू करगें और रूट में हम आयाम x पर विचार करगें इसलिए इस तत्व को रूट और आयाम में डाला जाएगा इसलिए इन वैल्यू के आधार पर अगला ऐसा होता है यहां x आयाम की तुलना तब की जानी चाहिए जब हम इंसर्शन के बारे में विचार करते हैं इसलिए यह अगले एलिमेंट का इंसर्शन है इसलिए अगला मान माइनस 30 10 है इसलिए माइनस 30 से कम है इसलिए यह वह आयाम है जिस पर हम यहां विचार करेंगे तो माइनस 30 बाइनरी सर्च ट्री रूल के अनुसार 25 से कम है इसलिए हमें इसे यहां रखना होगा और आगे माइनस 60 माइनस 50 है इसलिए अगर हम यहां जाते हैं तो पहले हमें माइनस 60 की तुलना करनी होगी और चूंकि यह आयाम x है इसलिए माइनस 60 वहां जाना चाहिए अब माइनस 50 की तुलना की जाएगी क्योंकि अब इस नोड में y आयाम y आयाम की तुलना की जानी है तो माइनस 50 70 से कम है इसलिए इसे इस नोड में जाना चाहिए तो यह माइनस 60 माइनस 50 है यहां y आयाम की तुलना की गई है इस पर विचार करें इस मामले में हमें x आयाम की तुलना करने की आवश्यकता है तो अगले तत्व 40 पर विचार करें तो पहले हमने रूट 40 से तुलना की तो 40 का मतलब है कि यह इस जगह पर आना चाहिए इसलिए यह खाली है इसलिए इसे यहां 40 90 के बराबर रखा जाएगा और इस नोड की तुलना करने के लिए कट आयाम y है अगला 15 30 है इसलिए यदि हम यहां आते हैं तो 15 की तुलना 15 के साथ की जाएगी यह इस नोड पर आ जाएगा अब इसकी तुलना 30 से की जाएगी यह इस नोड पर आएगा क्योंकि 30 70 से कम है तो अब फिर से x की तुलना की जाएगी यह 15 है 15 माइनस 60 से अधिक है इसलिए यह मान 15 30 है और यहां कट आयाम y है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ट्री बनाया गया है इसलिए जैसे जैसे अधिक संख्या में एलिमेंट्स शामिल होते जाएंगे हमारा ट्री अपने स्तर को बढ़ाता जाएगा और साथ ही यह अपने नोड्स का विस्तार करता जाएगा और इसलिए विशेष रूप से माना हमारे पास कोई क्वेरी इमेज है एक क्वेरी 10 माइनस 3 कहते हैं और हम इस क्वेरी से नियरेस्ट नेबर को प्राप्त करना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं यह केवल ऐसा नहीं है जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री रूल को लागू कर सकते हैं क्योंकि यदि हम कुछ सब ट्री पर जाते हैं तो अन्य सब ट्री में नियरेस्ट नेबर भी हो सकता है क्योंकि अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि इस स्पेस के विभाजन इस तरह से कैसे किए गए हैं तो हम स्पेस पर विचार करते हैं जो हमारे पास है यदि मान माइनस 100 से माइनस 100 से 100 तक कह सकते हैं और पहले मामले में जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब हम रूट में होते हैं तो यह 25 सेट होता है तो हम 25 का उपयोग कर रहे हैं यह माइनस 100 है ऐसा है 25 शायद x आयाम के लिए यह स्थान है तो यह x है यह y है तो सभी मान जो 25 से अधिक हैं इसलिए यह रूट लोकेशन पर स्थान का विषय है तो सभी मानों सभी बिंदु दो आयामी बिंदु जो सब ट्री में होंगे उन्हें इस विशेष सबस्पेस एक बॉक्स और अन्य सभी मानों इन सभी सब ट्री में स्थित होना चाहिए जो इस स्थान पर स्थित होना चाहिए तो यह विचार है और फिर हम माइनस 30 70 पर विचार करते हैं और इस मामले में हमें y निर्देशांक का उपयोग करना होगा तो 70 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो अब इस पुस्तक में सब ट्री लेफ्ट सब ट्री हैं तो 70 यहाँ कहीं हो सकते हैं तो यह एक क्षेत्र है जो इस विशेष सब ट्री माइनस 30 70 का प्रदर्शन करेगा तो यह 70 है इसलिए यह 25 x दिशा है और यह 70 है अगर हम 40 90 पर विचार करते हैं तो यह भी y क्षेत्र में होना चाहिए बल्कि 40 90 एक बिंदु है तो ये दो क्षेत्र हैं तो यह एक लेफ्ट सब ट्री होना चाहिए और हमें राइट सब ट्री को जानना चाहिए इसी तरह यह विभाजन इस नोड का बायां विभाजन है और यह दायाँ विभाजन है इसलिए जब हमारे पास माइनस 60 माइनस 50 हो जैसा कि बाएं संकेतन में है तो हमें यहाँ पर विचार करना चाहिए और यह आयाम x है तो यह कुछ इस तरह होगा तो यह माइनस 60 है एक सेकंड यह एक बायां है और यह सही है और जब यह 15 30 है जो कि y से है तो यह कुछ इस तरह होना चाहिए तो हम देख सकते हैं कि इस नोड के लिए हमारा नोड राइट सब ट्री है और यह नोड लेफ्ट सब ट्री है तो इस तरह से हम एक क्षेत्र को विभिन्न सेल में विभाजित कर रहे हैं और हमारे क्वेरी पॉइंट से अपेक्षा की जानी चाहिए यदि हम एक बिंदु रखना चाहते हैं तो इसे उस क्षेत्र में रखा जाना चाहिए और यह अपेक्षा की जाती है कि हमारा सर्च स्पेस हमारा नेबरिंग पॉइंट उस क्षेत्र में होना चाहिए लेकिन समस्या यह है कि इस सीमा क्षेत्र में भी कुछ बिंदु वे पड़ोसी भी हो सकते हैं तो यह केवल इस सेल को खोजना पर्याप्त नहीं है हमें नेबरिंग सर्च को भी खोजना होगा तो हमें कुछ निश्चित खोज रणनीति का पालन करना होगा जो कि निकटतम पड़ोसी को खोजने के लिए बाइनरी सर्च रणनीति के समान नहीं है तो चलिए हम यहां भी चर्चा करते हैं इसलिए हम K D ट्री का उपयोग करते हुए एक नियरेस्ट सर्च पर विचार करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि K D ट्री स्पेस को कैसे विभाजित करता है और किसी विशेष सेल में एक क्वेरी का पता लगाने की कोशिश करता है हालांकि इसके नेबरिंग सेल को पड़ोसी क्षेत्रों को खोजने के लिए भी माना जाता है तो रणनीति यह है कि जैसा कि हम ट्री नोड्स से चलते हैं हमें हमेशा वर्तमान छोटी दूरी और संबंधित की फीचर को जानना चाहिए हमें किसी फीचर की फीचर को खोजने के लिए इस नोड को ट्रेवर्स करते समय किसी भी सब ट्री को अनदेखा नहीं करना चाहिए हमें तब तक इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए जब तक कि हम यह सुनिश्चित न कर लें कि सभी मान सभी फ़ीचर वैक्टर या सभी की वैक्टर जो उस सब ट्री के भीतर हैं वे ऐसी दूरी पर हैं जो न्यूनतम दूरी से अधिक है जो फीचर स्पेस के बीच अब तक पाया गया तो यही कारण है कि हमें वर्तमान छोटी दूरी और संबंधित की फीचर को संग्रहीत करना होगा फिर हम सब ट्री को हाइपर वॉल्यूम के कार्नर नोड्स के साथ न्यूनतम दूरी की तुलना करके यहां बताए गए बाउंडिंग बॉक्स को दिखा सकते हैं तो हम उनके कार्नर पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हैं और हम इन दूरियों की तुलना कर सकते हैं यदि हम पाते हैं कि इन कोनों में से एक है तो इस कोने के सभी बिंदुओं को देखें वे न्यूनतम दूरी से अधिक हैं तो हमें गुजरने की आवश्यकता नहीं है हमें उस क्षेत्र में किसी भी की वैल्यूज की खोज के माध्यम से नहीं जाना चाहिए तो इस तरह से हम साबित कर सकते हैं इसलिए सब ट्री में एक निर्णय लेते समय जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए हमें सब ट्री की खोज करनी चाहिए ताकि प्रूनिंग के अवसर को अधिकतम किया जा सके जिसका अर्थ सब ट्री पर जाना है जो क्वेरी के करीब है तो हम नहीं हैं हम तुरंत कोई भी खोज स्थान से किसी भी सब ट्री को हटाने का निर्णय नहीं ले रहे हैं जैसा कि हम बाइनरी सर्च ट्री में करते हैं प्रत्येक नोट पर हम निर्णय लेते हैं और हम या तो बाएं या दाएं जाते हैं लेकिन K D ट्री में हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि सब ट्री सब ट्री द्वारा प्रस्तुत सेल दोनों कोने के बिंदुओं के साथ साथ उन सभी बिंदुओं पर चलते हैं जो हमारे वर्तमान निष्पादन में सबसे छोटी दूरी से अधिक दूरी पर हैं और उसके बाद हम उसे प्रून कर सकते हैं तो इस तरह से हम चलते हैं और अंत में हमारे पास जो भी सब ट्री हैं हमें उन सब ट्री में सभी फ़ीचर वैक्टर की तुलना नेबर वैक्टर से करनी होगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बाइनरी सर्च ट्री पर भी विचार करते हैं तो सबसे वर्स्ट केस स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है फिर भी K D ट्री रैखिक होगा लेकिन अभ्यास से हम प्राप्त कर सकते हैं Olog N 2d where d is the dimension of the feature space तो log के नजदीकी सेल को खोजने के लिए क्वेरी पॉइंट और 2𝑑 के आसपास सेल को खोजना होगा जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि यह सिर्फ वह सेल नहीं है हमें पड़ोसी सेल पर भी विचार करना होगा इस कुशल खोज को करने के लिए अन्य तकनीक लोकलिटी सेंसिटिव हैशिंग तकनीक है और हम इस तकनीक के बारे में थोड़ा और विस्तार करगें हम आपको अधिक जानकारी में जाए बिना सिद्धांतों को प्रदान करगें तो यहां प्रॉपर्टी यह है कि हमें एक हैश फ़ंक्शन का उपयोग करना होगा जो कि दूरी के फ़ंक्शन के संबंध में फ़ीचर वैक्टर की स्थानीयता को संरक्षित करना चाहिए जिसका अर्थ है कि अगर हम एक हैश फ़ंक्शन को h कहते हैं और अगर हम दो फ़ीचर वैक्टर x और y पर विचार करते हैं जो यहाँ बोल्ड फोंट द्वारा दिखाए जा रहे हैं इसलिए यदि वे दोनों हैश फ़ंक्शन समान हैं तो उनकी संभावना यह है कि दोनों समान होंगे यदि उनके बीच की दूरी भी छोटी है तो इसका मतलब है कि वे बहुत निकट हैं इसलिए यदि हम एक हैश फ़ंक्शन की इस प्रॉपर्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं तो वे हैश फ़ंक्शन समान समूह समान बकेट में समान विशेषताओं को रखने में उपयोगी होंगे इसलिए यह एक सिद्धांत है जिसका हम उपयोग करेंगे तो हम खोजते हैं आइए एक हैश फ़ंक्शन के उदाहरण पर विचार करें क्योंकि यह सच है कि यह पता होना चाहिए कि जब उनकी दूरी छोटी होती है तो यह संभावना अधिक होनी चाहिए इसी तरह दूरियां बड़ी होने पर हैश फंक्शन की संभावना अलग होनी चाहिए तो उस प्रॉपर्टी को भी संतुष्ट करना चाहिए इसलिए एक विशिष्ट उदाहरण जैसा कि हम इस पर विचार कर सकते हैं कि n छोटे आयाम की रैंडम यूनिट वेक्टर r पर विचार करें और उदाहरण के लिए हम इस वेक्टर को एक सामान्य वितरण का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से प्रत्येक आयाम में इस वितरण के बाद मान उत्पन्न कर सकते हैं यदि हम n बार ऐसा करते हैं तो n आयाम के रैंडम फीचर वेक्टर के फीचर वेक्टर प्राप्त होगें आयाम n के किसी भी वेक्टर x के लिए हम हैश फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं hrx 1 if xr0 0 otherwise तो यह दो वैल्यूड हैश फ़ंक्शन है इसलिए यहाँ केवल दो वैक्टर हैं या तो 1 या 0 लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि यह किसी भी दो वैक्टर x और y के लिए दिखाया जा सकता है तो संभावना है कि दो हैश वैल्यू समान होंगे इसे इस तथ्य द्वारा दिया गया है Pr hrx hry 1 x y तो हम इस कोण को रेडियन के संदर्भ में भी व्यक्त कर सकते हैं हम जानते हैं कि यह कोण रेडियन के संदर्भ में व्यक्त किया गया है वास्तव में यह फ़ंक्शन कॉस कोसाइन फ़ंक्शन के समान है इसलिए इसका मतलब है कि कोण बहुत छोटा है फिर उन फ़ीचर वैक्टर के काफी निकट हैं और फिर समान मान वाले हैश वैल्यू होने की संभावना है जो इस मामले में 1 के बराबर है तो कोई भी हैश वैल्यू के रूप में या तो दोनों 0 हैं या दोनों 1 हैं तो क्या हम जानते हैं कि इस प्रॉपर्टी की मुख्य विशेषता या इस प्रॉपर्टी का महत्व क्या है तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम एक योजना बना सकते हैं तो हम मल्टीडायमेंशनल बकेटिंग की एक योजना तैयार कर सकते हैं तो हम विचार करते हैं कि सिंगल वेक्टर होने के बजाय हमारे पास k रैंडम वैक्टर हैं और इसलिए स्वतंत्र रूप से हम k हैश मान उत्पन्न कर सकते हैं तो प्रत्येक K आयामी द्विआधारी प्रदर्शन देगा और वह खुद एक बकेट मल्टीडायमेंशनल बकेटिंग का एक सूचकांक हो सकता है और हम इनमें से एक बकेट में अपने इनपुट वेक्टर को रख सकते हैं तो यदि हमारे पास k हैश मान है जैसे कि यह एक द्विआधारी प्रदर्शन है तो 2𝐾 बकेट हो सकते है और वह इनमें से एक बकेट होगा इसलिए जब भी किसी इनपुट वेक्टर में एक ही बकेट नंबर होता है तो हम उन्हें उस बकेट में रख देंगे तो इस तरह से हम हैशिंग में प्रदर्शन कर सकते हैं तो यह कैसे एक विशेष बकेट की विशेषता है अब हम आगे जान सकते हैं कि एकल बहु आयामी बकेटिंग योजना के बजाय हम इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं हमारे पास L जैसे कई बकेट हो सकते हैं इसलिए केवल एक बकेट में एक फीचर वेक्टर रखने के बजाय हम मानते हैं कि यहाँ L हैश फंक्शन के ऐसे परिवार हैं और स्वतंत्र रूप से हम L के कई उदाहरण रख रहे हैं ऐसा करके हम नेबरिंग फीचर वेक्टर प्राप्त करने का मौका बना रहे हैं नेबरिंग फीचर वेक्टर प्राप्त करने की संभावना इसे कई बार करने से उच्च होगी तो हम इस प्रक्रिया को L बार दोहरा रहे हैं और उदाहरण के लिए हम इसे ऐसे उत्पन्न कर सकते हैं जैसे कि हम L बार की तरह बहुआयामी वैक्टर hx को जानते हैं तो हमारे पास L ऐसी बकेट है और यह योजना है और फिर जब हम एक नियरेस्ट नेबर खोज कर रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं उस प्रश्न को देखते हुए हमें L बकेट की गणना करनी होगी और उन सभी में नियरेस्ट नेबर की खोज करनी होगी इसलिए यह हमारे लोकलिटी सेंसिटिव हैशिंग को अधिक कुशल बनाता है और नियरेस्ट नेबर को याद करने की संभावना कम होगी इसलिए हमें इस बिंदु पर इस व्याख्यान को रोकने की अनुमति दें और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे वास्तव में इस विषय में हमारे पास दो भाग हैं क्योंकि बिन्दुओं के मिलान के बाद एक भाग दूसरे भाग से मेल खा रहा है जो कि मॉडल फिटिंग से संबंधित है जैसा कि हमने उल्लेख किया है फिर उन बिंदुओं का उपयोग करके जानिए जो हम एक मॉडल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो डेटा की व्याख्या करता है इसलिए हम निरंतर व्याख्यान में मॉडल फिटिंग की इन तकनीकों में से कुछ पर चर्चा करेंगे कीवर्ड के डी ट्री नियरेस्ट सर्च लोकलिटी सेंसिटिव हैशिंग बकेटिंग